हैलो मित्रों इस विशेष सप्ताह के तीसरे व्याख्यान के लिए आपका स्वागत है जहाँ हम मूल ऊष्मप्रवैगिकी के अपने सिद्धांतों का अनुमान लगा रहे हैं इस अवधारणा के लिए स्थापित करने के ध्यान के साथ जो हमें बाद के हफ्तों में उपयोग करना पड़ सकता है अब पहले और दूसरे व्याख्यान में हमने थर्मोडायनामिक प्रणाली की अवधारणा गुण अवस्था संतुलन जैसे कुछ बहुत ही मूलभूत पहलुओं के बारे में चर्चा की है फिर हमने पहले सप्ताह की तरह या पहले व्याख्यान में ऊष्मप्रवैगिकी के विभिन्न नियमो के बारे में चर्चा की मैंने ऊष्मप्रवैगिकी के शून्य का नियम के बारे में उल्लेख किया जिसने हमें तापमान नामक गुण की अवधारणा दी और पिछले व्याख्यान में मैंने ऊष्मप्रवैगिकी का पहला और दूसरा नियम first second law of thermodynamics का उलेख्ख किया था अब थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम से हमें प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा की अवधारणा मिली जो प्रणाली का एक गुण है हमने यह भी देखा है कि बंद और खुली प्रणाली विश्लेषण दोनों के लिए पहला नियम का सिद्धांत कैसे लागू किया जाए दूसरा नियम भी पेश किया गया था जहां आम तौर पर हम दो अलग अलग बयानों के बारे में बात करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो हीट इंजन heat engine के लिए उपयुक्त है जबकि क्लॉजियस स्टेटमेंट जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए उपयुक्त है या एक शब्द में कहे तो रिवर्स हीट इंजन है अब जबकि उष्मागतिकी के पहले नियम का पालन करने वाली प्रणाली का विश्लेषण काफी सीधा है यानी हमें केवल ऊर्जाओं के संतुलन के लिए जाना है जो या तो सिस्टम में आ रही हैं या सिस्टम से बाहर जा रही हैं या एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम के भीतर और आसपास जो भी ऊर्जा की बातचीत हो रही है हमें बस उसका एक संतुलन बनाना है और इससे आपको सिस्टम की कुल ऊर्जा सामग्री में बदलाव के बारे में एक विचार देना चाहिए हालांकि ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम के लिए हमारे पास ऐसा सीधा दृष्टिकोण नहीं है हमारे पास आम तौर पर चुनने के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं एक दृष्टिकोण है जिसे एन्ट्रॉपी नामक गुण कहा जाता है अन्य दृष्टिकोण है जिसे एक्सेरजी कहा जाता है इसलिए आज के व्याख्यान में मैं एन्ट्रॉपी के बारे में बात करने जा रहा हूं में आप को एन्ट्रापी गुण का परिचय दूंगाऔर हम देखेंगे कि सिस्टम के लिए एन्ट्रॉपी की गणना कैसे कर सकते हैं और अगले व्याख्यान में जो इस सप्ताह के चौथे और अंतिम चरण में जा रहा है मैं एक्सेरजी गुण का परिचय दे रहा हूँ और फिर हम देख रहे होंगे कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के बाद एक थर्मोडायनामिक प्रणाली का विश्लेषण कैसे किया जाता है तो आइए हम एंट्रोपी पर अपनी चर्चा शुरू करें अब पिछले व्याख्यानों में हमने देखा है कि उष्मागतिकी के दो अलग अलग कथन हैं और ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं हम उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं और हम जानते हैं कि यद्यपि कथन काफी भिन्न दिखते हैं वे वास्तव में एक दूसरे के समतुल्य हैं अर्थात् केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के किसी भी उल्लंघन के कारण क्लॉज़ियस कथन या इसके विपरीत का उल्लंघन होता है यदि आप इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि यह कैसे साबित किया जाए तो आप किसी भी मानक थर्मोडायनामिक्स पुस्तक का उल्लेख कर सकते हैं अब पहला शब्द जिसे मैं आज पेश करना चाहूंगा जो सीधे एक कोरोलरी के रूप में आता है या ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का एक परिणाम है अब प्रतिवर्ती प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करती है जो आसपास के किसी भी सबूत को छोड़े बिना पूरी तरह से उलट हो सकती है इसका मतलब है कि हम किसी प्रक्रिया की दिशा बदलने की बात कर रहे हैं ताकि आसपास मे कोई निशान न रह जाए यदि हम एक बहुत ही मूल गुण आरेख खींचते हैं तो हम कहें कि मैं एक गुण आरेख खींचता हूं जहां हम कुछ गुणों जैसे की a1 और a2 गुण के आधार पर हम यह आरेख को खींच रहे हैं यह a1 और a2 हमारी पसंद का कोई भी गुण हो सकता है जैसे की दबाव और विशिष्ट आयतन या फिर दबाव और तापमान या शायद कुछ और हम कहते हैं कि यह हमारा अवस्था बिंदु 1 है और यह अवस्था बिंदु 2 है इसलिए हम कुछ इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं जो बिंदु १ से बिंदु २ के बिच हो रही है इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान सभी गुण बदल रही हैं अगर हम किसी भी मानक व्यापक गुण X के बारे में बात करते हैं तो प्रक्रिया के दौरान इस व्यापक गुण में परिवर्तन होगा 12𝑑𝑋 𝑋2 − 𝑋1 और यह भी इस प्रक्रिया के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कुछ बातचीत हो रही है हम कहें कि यह हमारी प्रणाली है इसलिए इस आगे की प्रक्रिया के दौरान सिस्टम को आसपास से गर्मी प्राप्त होती है और यह बहुत अधिक कार्य आउटपुट देता है इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान यह परिदृश्य 1 से 2 है अब यदि यह प्रक्रिया 1 से 2 एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है तो हम इसकी दिशा को उलट सकते हैं जिससे इस तथा कथित अंतिम स्थिति से बिना किसी निशान को छोड़े प्रारंभिक अवस्था में सराउंडिंग मे वापस आ सकते हैं हम कहते हैं कि अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं जबकि अंक 1 से 2 समान हैं हम ठीक उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे लेकिन अब दिशा उलटी 2 से 1 की और पीछे जा रही होगी अब गुणों में परिवर्तन के बारे में क्या होगा गुण बिंदु के कार्य होते हैं अर्थात् प्रक्रिया की प्रकृती जो भी हो लेकिन गुण में अंतिम परिवर्तन हमेशा समान रहेगा दूसरी प्रक्रिया में समान गुण का परिवर्तन X मे फिर से होगा 21𝑑𝑋 𝑋1 − 𝑋2 गुण बिंदु के कार्य होने के कारण हमें उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन हम आसपास के निशान पर किसी भी सबूत के निशान के बिना छोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं जो कि होने वाली बातचीत के संदर्भ में आ रहे हैं यही बात है की अगर प्रक्रिया को आसपास पर कोई निशान दिए बिना पूरी तरह से उलटना पड़ता है तो यह एक ही प्रक्रिया होगी फिर पहले मामले में हम 1 से 2 तक चले गए हैं अब हम 2 से 1 तक वापस जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रतिवर्ती बनाने के लिए फिर दूसरी प्रक्रिया के दौरान सिस्टम को उतनी ही गर्मी को अस्वीकार करना चाहिए और आसपास से ठीक उसी तरह का कार्य प्राप्त करता है फिर केवल आगे की प्रक्रिया मे 1 से 2 के दौरान जो भी ऊर्जा इंटरैक्शन हुए हैं हम उन सभी ऊर्जा इंटरैक्शन को पूरी तरह से पीछे की प्रक्रिया के दौरान उलट सकते हैं और जिससे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ सकते हैं यदि कोई द्रव्यमान स्थानांतरण शामिल है तो हम कहते हैं कि आगे की प्रक्रिया के दौरान dm की द्रव्यमान राशि भी स्थानांतरित हुई हे फिर रिवर्स प्रक्रिया के दौरान ठीक उसी राशि यानी द्रव्यमान की मात्रा को सिस्टम से सराउंडिंग तक वापस जाना चाहिए इसलिए जब हम रिवर्स प्रक्रिया का प्रदर्शन कर रहे हैं जो 2 से 1 तक वापस जा रहा है तो सिस्टम हमेशा बहाल रहता है क्योंकि हम प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ गए हैं इसलिए सभी सिस्टम गुण अपने प्रारंभिक मूल्य पर वापस जाएंगे हालाँकि यदि प्रक्रिया एक प्रतिवर्ती नहीं है तो आसपास को बहाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि आगे की प्रक्रिया के दौरान बस इसके बारे में सोचें अगर हम उस द्रव्यमान को उस क्षण के लिए स्थानांतरित करते हैं तो सिस्टम को प्राप्त शुद्ध ऊर्जा कितनी है तो सिस्टम के लिए E को निचे दिए गए रूप में व्यक्त किया जाता है 𝛥𝐸𝑠𝑦𝑠 𝛿𝑄 − 𝛿𝑊 जहा पर 𝛿𝑄 प्राप्त ऊष्मा की मात्रा है 𝛿W कार्य की मात्रा है अब आसपास के लिए E कितना है अगर हम सिर्फ दो सिस्टम को मानते हैं तो एक तो तथाकथित प्रणाली है और अन्य प्रणाली के रूप में सराउंडिंग है फिर सराउंडिंग के लिए ऊर्जा का आदान प्रदान कितना है इसे निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है 𝛥𝐸sur 𝛿W − 𝛿Q इसलिए एक बार जब हम इस रिवर्स प्रक्रिया का प्रदर्शन कर रहे हैं तो सिस्टम वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ रहा है तो सभी सिस्टम गुण पुनर्स्थापित किए जाते हैं हालाँकि आसपास की स्थिति को भी इसकी प्रारंभिक स्थिति में वापस लाने के लिए हमें गर्मी की इस मात्रा को अपने सराउंडिंग से हटा लेना चाहिए ताकि रिवर्स प्रक्रिया के दौरान सराउंडिंग की ऊर्जा का इंटरेक्शन इस प्रकार हो 𝛥𝐸sur 𝛿W − 𝛿Q जिससे आसपास भी अपनी मूल स्थिति में आ सके इसलिए हम सिस्टम को प्रतिवर्ती होने की पहचान तभी कर सकते हैं जब रिवर्स प्रक्रिया के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस बहाल कर दिया गया हो अन्यथा यह एक प्रतिवर्ती नहीं है सबसे आम स्थिति यह है कि प्रणाली प्रारंभिक स्थिति में बहाल हो जाती है लेकिन सराउंडिंग नहीं होती है और इस तरह प्रक्रिया एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाती है जिसे हम यह कहते हैं कि ये एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है सही मायने में सभी व्यावहारिक प्रक्रियाएं प्रकृति में अपरिवर्तनीय हैं क्योंकि यह विशेष स्थिति हे जिसमे सराउंडिंग मे किसी भी निशान या सबूत को छोड़े बिना इसको प्राप्त करना बेहद मुश्किल होता है एक उदाहरण लेते हैं चलिए हम एक कप चाय लेते हैं तो हमने एक कप चाय ली है हम कहते हैं कि हमारे पास एक कागज़ का कप है जो कुछ चाय से भरा है और अब मैंने उस कप को फर्श पर गिरा दिया है इसलिए जैसे मैं कप को फर्श पर गिराता हूं तब क्या होगा कप में जो चाय या तरल था वह हर जगह छप जाता है यानी फर्श पर डाला जाता है और चारों ओर बिखरी हुई बूंदें भी हो सकती हैं इसलिए अगर हम अब उस प्रक्रिया को उल्टा करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए वह चाय जो अब हर जगह बिखरी हुई है जिसे वापस कप में आना चाहिए और चाय से भरा कप मेरे हाथ में वापस आना चाहिए अब यह व्यावहारिक रूप से काफी असंभव लग रहा है और यही कारण है कि प्रतिवर्ती प्रक्रिया शब्द केवल एक आदर्श है सभी वास्तविक प्रक्रियाएं की प्रकृति अपरिवर्तनीय हैं इस बात का उल्लेख करने के बावजूद कि कोई भी वास्तविक प्रक्रियाएं प्रतिवर्ती नहीं हैं फिर आप इस शब्द के प्रति इतनी रुचि क्यों रखते हैं क्योंकि यह साबित हो सकता है कि हमने और आपने अपने बुनियादी ऊष्मप्रवैगिकी में यह जान लिया होगा कि जब भी कोई हीट इंजन प्रतिवर्ती प्रक्रिया से गुजर रहा होता है तो उससे दो समान रिसर्वोयर के बीच चलने वाले सभी इंजनों के बीच उच्चतम संभव कार्य का आउटपुट होने की उम्मीद होती है इसी तरह जब हम कंप्रेसर या पंप जैसे ऊर्जा अवशोषित उपकरण के बारे में बात कर रहे हैं और यदि एक प्रतिवर्ती उल्टा हिट इंजन कार्य को अवशोषित करता है और जब हम एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं तो यह फिर से उसी दो रिसर्वोयर के बीच कार्य करने वाले सभी उलट इंजनों के बीच कम से कम संभव कार्य इनपुट का उपभोग करेगा इसलिए एक बार जब हम दो रिसर्वोयर को नियत कर लेते हैं जो ऑपरेशन की ऊपरी और निचली तापमान सीमाएं हैं तो प्रतिवर्ती हिट इंजन के लिए आप अधिकतम संभव कार्य उत्पादन प्राप्त करने जा रहे हैं और प्रतिवर्ती हिट पंप या रेफ्रिजरेटर से हमें इसकी आवश्यकता यह है की ये न्यूनतम संभव कार्य इनपुट प्रदान करें इसलिए यह सबसे आदर्श प्रक्रिया है जिसे हम हमेशा हासिल करना चाहेंगे यही कारण है कि हम एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया में बहुत रुचि रखते हैं क्योंकि प्रतिवर्ती प्रक्रिया हिट इंजन और उलट हिट इंजन दोनों के मामले में ऑपरेशन की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है लेकिन व्यावहारिक रूप से कई बाधाएं हैं जिनके कारण एक प्रक्रिया प्रतिवर्ती प्रकृति से दूर जा सकती है सबसे आम कारण घर्षण हैं क्योंकि घर्षण एक प्रकार का अपरिवर्तनीय प्रभाव है जैसे मान लीजिए मैं अपना दायाँ हाथ अपनी बाईं ओर घुमाता हूँ तो क्या होगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं घर्षण क्रिया की कुछ प्रकार की रगड़ हो रही है और इसके कारण कुछ ऊर्जा खो रही है इसलिए अगर मैं इस कार्रवाई को पूरी तरह से उलट देना चाहता हूं तो क्या होना चाहिए जो भी ऊर्जा मैंने घर्षण के कारण खो दी है जो अंततः गर्मी में परिवर्तित हो जाती है जो मेरे हाथ में वापस आनी चाहिए जिससे मेरा हाथ मूल स्थिति में वापस आ सके लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हाथ इस दिशा में बढ़ रहा होता है घर्षण गति के विपरीत काम कर रहा होता है इसी तरह जब मैं हाथ को मूल स्थिति में वापस ला रहा हूं तो फिर से घर्षण गति का विरोध कर रहा है यह हमेशा गति के विपरीत कार्य कर रहा है और तुरंत उस संबंधित यांत्रिक ऊर्जा या थर्मल ऊर्जा को खो दिया है जिससे उस खोई हुई ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करना संभव हो जाता है तो इसलिए घर्षण सबसे बड़ा हैअपरिवर्तनीयता का स्रोत किसी निश्चित परिस्थिति में हमारे पास अनर्गल या असंपीड़ित हो सकता है या मुझे कुछ विशिष्ट गैसों के अप्रतिबंधित विस्तार को कहना चाहिए जो की बहुत विशिष्ट स्थिति में हीआपको मिल सकता है लेकिन तीसरा एक बहुत ही आम स्रोत फिर से एक परिमित तापमान अंतर के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण है उष्मागतिकी के दूसरे नियम के क्लॉसियस कथन से हम जानते हैं कि ऊष्मा केवल उच्च तापमान वाले बॉडी से निम्न तापमान बॉडी तक जा सकती है और किसी भी प्रकार के गर्मी हस्तांतरण के लिए हमें दोनों बॉडी के बीच एक निश्चित मात्रा में तापमान अंतर होना चाहिए यदि दोनों बॉडी एक ही तापमान पर हैं तो हम कभी भी किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए इसकी ड्राइविंग क्षमता के रूप में तापमान में अंतर की आवश्यकता होती है यदि तापमान समान है तो कोई ड्राइविंग क्षमता नहीं है इसलिए कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं होगा हालाँकि चूंकि ऊष्मा केवल उच्च तापमान वाले बॉडी से निम्न तापमान बॉडी तक प्रवाहित हो सकती है और इसका उल्टा होना असंभव है इसलिए यह एक प्रकार की अपरिवर्तनीयता भी है अब पहले दो घर्षण और अप्रतिबंधित विस्तार या मुख्य रूप से घर्षण को आमतौर पर आंतरिक अपरिवर्तनीयता के कारणों के रूप में संदर्भित किया जाता है इसका मतलब है कि यदि सिस्टम घर्षण रहित है और कोई अप्रतिबंधित विस्तार नहीं है तो हम सिस्टम को आंतरिक रूप से प्रतिवर्ती होने के लिए कह सकते हैं इसी तरह जब एक परिमित तापमान अंतर के माध्यम से कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं होता है तो हम सिस्टम को बाहरी रूप से प्रतिवर्ती कहते हैं आंतरिक रूप से प्रतिवर्ती होना एक प्रणाली के लिए संभव है लेकिन बाहरी रूप से अपरिवर्तनीय है और इसी तरह एक प्रणाली घर्षण की उपस्थिति के कारण आंतरिक रूप से अपरिवर्तनीय हो सकती है लेकिन शायद बाहरी रूप से प्रतिवर्ती है इस उदाहरण को यहाँ लेते हैं इसलिए यहां मुझे एक सिस्टम मिला है जिसे 20 ०C पर रखा गया है अब अगर मैं रिवर्सिबल तरीके से निम्नलिखित सिस्टम के आसपास के सराउंडिंग से कुछ गर्मी स्थानांतरित करना चाहता हूं तो सराउंडिंग का तापमान एक ही तापमान पर होना चाहिए लेकिन अगर यह एक ही तापमान पर है तो गर्मी हस्तांतरण नहीं होगा इसलिए हम यह मान सकते हैं कि सराउंडिंग में एक असीम रूप से छोटे तापमान में अंतर है जो इस गर्मी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने वाली प्रणाली की तुलना में अधिक है तो यहाँ गर्मी हस्तांतरण प्रणाली और सराउंडिंग के बीच एक छोटे से तापमान अंतर के कारण हो रहा है तो यह एक पूरी तरह से प्रतिवर्ती प्रक्रिया है बेशक हम यहाँ यह मानते है कि यहाँ कोई घर्षण नहीं है और यह बाह्य रूप से प्रतिवर्ती है अब दूसरे उदाहरण को देखें जहां पर सराउंडिंग का तापमान बहुत अधिक है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक अलग तापमान अंतर मौजूद है हालांकि सिस्टम के अंदर का तापमान हर जगह समान होता है यानी सिस्टम अपने आप ही थर्मल संतुलन में है यह आंतरिक रूप से प्रतिवर्ती है लेकिन बाहरी रूप से अपरिवर्तनीय प्रक्रिया की स्थिति है क्योंकि वहाँ गर्मी हस्तांतरण एक तरफ 30 oC के परिमित तापमान अंतर से हो रहा है तो एक तरफ 20 oC का तापमान अंतर है और दूसरी तरफ 10 ᴏC का परिमित तापमान अंतर है इसलिए प्रणाली बाहरी रूप से अपरिवर्तनीय है लेकिन आंतरिक रूप से प्रतिवर्ती है हमारे पास दूसरा उदाहरण भी हो सकता है जब घर्षण की उपस्थिति के कारण एक प्रणाली आंतरिक रूप से अपरिवर्तनीय है लेकिन बाहरी रूप से प्रतिवर्ती है यह बाहरी रूप से प्रतिवर्ती तभी संभव है जब यह गर्मी हस्तांतरण अत्यंत छोटे तापमान अंतर के कारण हो रहा हो या यदि कोई गर्मी हस्तांतरण बिल्कुल नहीं हो यदि बिल्कुल भी गर्मी हस्तांतरण नहीं होता है तो यह मुद्दा कभी भी चित्र में नहीं आता है तो वहाँ भी प्रणाली बाहरी रूप से प्रतिवर्ती हो सकती है इसलिए एक प्रणाली के लिए बाह्य रूप से प्रतिवर्ती होने के लिए हमें या तो एक एडियाबेटिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है अर्थात जिस प्रक्रिया में कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं होता हो और या तो एक आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके दौरान सिस्टम और सराउंडिंग एक ही तापमान पर होते हैं और जो हमें एक प्रतिवर्ती चक्र की अवधारणा पर ले जाता है व्यावहारिक रूप से सभी बिजली उत्पादन या बिजली की खपत करने वाली प्रणालियों को निश्चित चक्र पर काम करना पड़ता है ताकि वे लंबे समय तक एक ही कार्रवाई को दोहराते रहें और जैसा कि हम एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया से सबसे बड़ा संभव कार्य आउटपुट प्राप्त करने जा रहे हैं इसलिए एक चक्र जो केवल प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का उपयोग करके काम करता है उससे सबसे बड़ा संभव कार्य आउटपुट देने की उम्मीद की जाती है और यह एक प्रतिवर्ती चक्र के बारे में बात करने की रुचि है तो एक चक्र को प्रतिवर्ती तब कहा जाता है की यदि सभी घटक प्रक्रियाएं प्रकृति में प्रतिवर्ती होती हैं यानी वे घर्षण रहित होती हैं और कोई भी प्रक्रिया परिमित तापमान अंतर के साथ गर्मी हस्तांतरण में शामिल नहीं होती है सबसे आम चक्र जो हम एक प्रतिवर्ती के रूप में बात करते हैं वह एक कार्नोट चक्र है जो फिर से एक आदर्शीकरण है लेकिन किसी अन्य प्रकार के प्रतिवर्ती चक्र भी होना संभव है एक कार्नोट चक्र में हम आम तौर पर चक्र का गठन करने के लिए चार प्रक्रियाओं पर विचार करते हैं प्रक्रिया संख्या 1 जो इस प्रक्रिया से है या बिंदु 4 से 1 है यह एक एडियाबेटिक प्रक्रिया है और घर्षण रहित एडियाटिक प्रक्रिया भी है तो इस प्रक्रिया के दौरान यह आंतरिक रूप से प्रतिवर्ती और घर्षण रहित है और बाह्य रूप से एडियैबेटिक भी है इसलिए यह प्रक्रिया 4 से 1 तक पूरी तरह से प्रतिवर्ती प्रक्रिया या संपूर्ण रूप से प्रतिवर्ती प्रक्रिया है अगली प्रक्रिया 1 से 2 तक की है और 1 से 2 एक आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रक्रिया को संदर्भित करती है इसलिए QH की मात्रा उस सिस्टम में जुड़ जाती है जिसके दौरान इसका तापमान TH पर बना रहता है 2 से 3 फिर से एक एडियाबेटिक प्रक्रिया है जिसके दौरान तापमान कम हो जाता है यह उच्च तापमान TH से निम्न तापमान TL और 3 से 4 तक अन्य आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रक्रिया है तो पहली प्रक्रिया एक एडियाबेटिक है यह एक घर्षण रहित एडियाबेटिक प्रक्रिया है इसी तरह तीसरी प्रक्रिया यह भी एक घर्षण रहित एडियाबेटिक प्रक्रिया है यह दूसरी प्रक्रिया 1 से 2 तक TH तापमान पर कि गए एक आइसोथर्मल प्रक्रिया है इसी तरह यह चौथी प्रक्रिया 3 से 4 TL तापमान पर की गई एक और आइसोथर्मल प्रक्रिया है जिसके दौरान QL की मात्रा सराउंडिंग के लिए अस्वीकार कर दी जाती है तो यह है कि हम कार्नोट चक्र के बारे में कैसे बात करते हैं अब एक कार्नोट चक्र में फिर हम चक्र की दक्षता की गणना कैसे कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी हिट इंजन के लिए दक्षता इस प्रकार लिखी जा सकती है WQHQQHQH QLQH1 QLQH जहा QH प्रणाली में जोड़े गए ऊष्मा की मात्रा है QL ऊष्मा को खारिज करने की मात्रा है यह अभिव्यक्ति किसी भी हिट इंजन के लिए सच है अब किसी तरह आपको इस QLQH और TL TH के बीच एक संबंध स्थापित करना होगा और उसके बाद ही हम केवल तापमान के संदर्भ में इस कार्नोट चक्र की दक्षता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और इस संदर्भ में कार्नोट सिद्धांतों के जोड़े चित्र में आते हैं पहला कार्नोट सिद्धांत कहता है कि एक अपरिवर्तनीय गर्मी इंजन की दक्षता हमेशा एक सामान दो रिसर्वोयर के बीच संचालित होने वाले प्रतिवर्ती गर्मी इंजन से कम होती है इसका मतलब है कि अगर हम एक रिसर्वोयर को तापमान TH पर और दूसरे को तापमान TL पर रखे और इसके बीचमे एक ताप इंजन का संचालन करने का निर्णय लेते हैं तो माना जाता है कि उच्च तापमान वाले बॉडी से QH की ऊष्मा कम तापमान वाले बॉडी पर अस्वीकार कर देती है और W जितनी कार्य की मात्रा का उत्पादन करती है फिर यह सिद्धांत कहता है कि एक बार जब हम इन दो रिसर्वोयर को फिक्स कर लेते है तो फिर चाहे इस ऊष्मा इंजन की प्रकृति कोईभी हो या तो QH W और QL का परिमाण कुछ भी हो लेकिन इन दोनों रिसर्वोयर के बीच काम करने वाले किसी भी प्रतिवर्ती हिट इंजन की दक्षता हमेशा किसी भी अपरिवर्तनीय ऊष्मा इंजन से अधिक होगी अर्थात प्रतिवर्ती हिट इंजन अधिकतम संभव दक्षता देने वाला है rev irr दूसरा कार्नोट सिद्धांत सभी दो रिसर्वोयर के बीच चलने वाले सभी प्रतिवर्ती हिट इंजनों की दक्षता के बारे में बात करता है इसका मतलब है कि फिर से हम दो रिसर्वोयर को फिक्स कर रहे हैं एक तापमान TH पर फिक्स है और दूसरा तापमान TL पर फिक्स है अब आप दो इंजनों के बारे में बात कर रहे हैं दोनों प्रकृति में प्रतिवर्ती हैं तो इंजन 1 आपको कार्य का आउटपुट W की राशि के जितना दे रहा है और इंजन 2 आपको W2 जितना कार्य का आउटपुट दे रहा है इंजन 1 और इंजन 2 दोनों प्रतिवर्ती इंजन हैं लेकिन उनके पास विभिन्न प्रकार के हिट इंटरैक्शन हैं जो विभिन्न मात्रा में काम करते हैं अब दूसरा कार्नोट सिद्धांत कहता है कि इंजन 1 की दक्षता और इंजन 2 की दक्षता बराबर होनी चाहिए और यहाँ प्रतिवर्ती चक्र की प्रकृति कुछ भी हो मगर जब तक वह प्रतिवर्ती है तब तक उनकी दक्षता हमेशा समान रहेगी यह क्या इंगित करता है इसलिए एक बार जब हम दो अंत तापमान निर्दिष्ट करते हैं तो दक्षता में कोई परिवर्तन नहीं होता है चाहे यहाँ प्रणाली द्वारा कितनी भी ऊष्मा का उपयोग क्यू न हो रहा हो या कार्यशील तरल किसी भी प्रकार का क्यू न हो आपको हमेशा वही दक्षता मिलेगी इसका मतलब है कि दक्षता यह इन दो तापमान TH और TL का एक फ़क्शन है 𝜂1 𝜂2 𝑓𝑇H 𝑇L एक बार जब आप इन दो तापमानों को फिक्स कर लेते हैं तो किसी भी प्रतिवर्ती हिट इंजन की दक्षता तय हो जाती है वहां से हमें एक थर्मोडायनेमिक तापमान स्केल thermodynamics temperature सकाले की अवधारणा मिलती है और जूल पोस्ट्युलेट का उपयोग करते हुए यह दिखाया जा सकता है QLQHTLTH यानी गर्मी हस्तांतरण का अनुपात सीधे संबंधित तापमान के अनुपात के बराबर हो सकता है और तदनुसार हम किसी भी प्रतिवर्ती हिट इंजन कार्नोट चक्र या किसी अन्य प्रकार के प्रतिवर्ती हिट इंजन के लिए दक्षता प्राप्त करते हैं यह है rev1 TLTH इसलिए जब आप इन दो तापमानों को जान लेते हैं तो आप किसी भी प्रतिवर्ती ताप इंजन की दक्षता की गणना कर सकते हैं यही सिद्धांत उलट गर्मी इंजनों पर भी लागू होता है तो एक प्रतिवर्ती हिट पंप के COP की तरह हम जानते हैं कि कोई भी हिट पंप के लिए COP क्या होता है 𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃𝑟𝑒𝑣 QHQH QLTHTH TL इसी प्रकार प्रतिवर्ती रेफ्रिजरेटर के लिए COP है 𝐶𝑂𝑃R𝑟𝑒𝑣 QLQH QLTLTH TL उदाहरण के लिए कहें यदि हम एक हिट इंजन की स्थिति पर विचार करते हैं जो ऐसे तापमान के बीच काम कर रहा है जहाँ TH 1000 K और TL 300 K है तब बिना कुछ और जाने हम कह सकते हैं कि इस दो तापमानों को फिक्स करने के बाद इस सिद्धांत के द्वारा हम कह सकते है की प्रतिवर्ती हिट इंजन की दक्षता या अधिकतम संभव दक्षता निम्नानुसार दी जा सकती है rev1 300100007 तो यह अधिकतम संभव दक्षता है जो इन दो तापमानों के बीच संचालित एक ऊष्मा इंजन आपको दे सकता है यदि इंजन प्रतिवर्ती है तो आप 70 दक्षता प्राप्त करने जा रहे हैं यदि इंजन एक अपरिवर्तनीय है तो आपकी दक्षता बहुत कम होगी और यह कितना कम होगा यह सिस्टम में मौजूद अपरिवर्तनीयता के स्तर पर निर्भर करता है इसी तरह अगर हम एक रेफ्रिजरेटर के उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको रेफ्रिजरेटर देता हूं जो निचे दिए गए तापमान बीच चल रहा है TL 280 K TH 300 K फिर इस फ्रिज में अधिकतम संभव COP अपने प्रतिवर्ती संस्करण के अनुरूप हो सकता है जो है 𝐶𝑂𝑃R𝑟𝑒𝑣 280300 2802802014 इस प्रकार हम दो तापमान सीमाएं दिए जाने के बाद एक ऊष्मा इंजन या उल्टे ताप इंजन के लिए दक्षता या COP की ऊपरी सीमा की गणना कर सकते हैं अब इस अवधारणा का उपयोग क्लॉसियस असमानता के रूप में ज्ञात एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए करते हैं जिसके लिए हम एक हिट इंजन पर विचार करते हैं यह TH और TL दो तापमान हैं हमारे पास हिट इंजन है जो QH उष्मा को खींच रहा है और जो QL हिट को अस्वीकार करता है और W मात्रा में कार्य करता है यह ऊष्मा इंजन प्रतिवर्ती हो सकता है और अपरिवर्तनीय भी हो सकता है हमें इसकी परवाह नहीं है अब यदि हम इस चक्र पर थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम लागू करते हैं तो हम जानते हैं कि 𝛿𝑄 𝛿𝑊 अब जितनी मात्रा में हिट अंदर आ रही है वह QH QLW QH निश्चित रूप से QL से अधिक है अन्यथा कोई W नहीं होगा QTQH QL0 अब हम मात्रा लेते हैं QTQHTH QLTL जहां T पूर्ण तापमान है इसलिए हमेशा एक घनात्मक मात्रा है तो इसका प्रतीक Q के प्रतीक पर निर्भर करेगा इसलिए आपके पास 'QHTH QLTL' है क्योंकि QL ऋणात्मक है अब हमने देखा है कि कार्नोट सिद्धांत का पालन करते हुए प्रतिवर्ती के लिए हम कह सकते हैं कि QLrevQHTLTH इसलिए अगर हम इसका उपयोग पहली बार करते हैं तो हम प्रतिवर्ती हिट इंजन पर विचार करते हैं तो प्रतिवर्ती का मतलब है कि हम QL को QLrev के रूप में इंगित कर रहे हैं फिर इस विशेष सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम लिख सकते हैं कि उन्हें पुनर्व्यवस्थित करके हम लिख सकते हैं की QHTHQLrevTLQTrev0 अब हम एक अपरिवर्तनीय हिट इंजन लेते हैं जहां QL QL irr है अब हम यह जानते हैं कि कार्नोट सिद्धांत से मिलने वाला कार्य आउटपुट इस मामले में प्रतिवर्ती इंजन से कम होगा अर्थात WirrWrev यदि QH वही रहता है तो जिसका अर्थ है की QLirr QLrev यानी गर्मी के बड़े अंश को खारिज कर दिया जाएगा केवल कम अंश को कार्य में बदल दिया जाएगा इसलिए अगर हम अभी लेते हैं QHTH QLirrTLQLrevTL QLirrTL1TLQLrev QLirr0 इसका मतलब है की QT irr0 इसलिए यदि हम इस एक विशेष को प्रतिवर्ती के लिए जोड़ते हैं और इस को अपरिवर्तनीय के लिए तो एक साथ हम लिख सकते हैं की QT irr0 जहां समानता एक प्रतिवर्ती के लिए रहती है जो सीमित मामला है हीट पंप चक्र के लिए भी यही बात साबित करना संभव है अगर हमने विशेष स्थिति में एक हीट इंजन के लिए यह निकाला है वह अगर हम हीट पंप के लिए भी निकाले तो हम निम्नानुसार प्राप्त करने जा रहे हैं QT 0 तथापि इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी तरह की प्रणाली के लिए हिट इंजन या उलट हिट इंजन और प्रतिवर्ती या अपरिवर्तनीय प्रणाली के लिए हम हमेशा लिख सकते हैं की QT 0 इसे क्लॉसियस असमानता कहा जाता है जो हमको एंट्रोपी की अवधारणा के साथ स्थापित करता है तो एन्ट्रापी की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए आइए हम संक्षेप में फिर से एक गुण आरेख पर विचार करें जहाँ हम इस विशेष प्रक्रिया a के बाद 1 से 2 तक बढ़ते हैं और फिर हम प्रक्रिया b का अनुसरण करते हुए 2 से 1 पर वापस जाते हैं बता दें कि यह एक प्रतिवर्ती चक्र है जहा a और b दोनों प्रतिवर्ती प्रक्रियाएं हैं इसके बाद नीचे दी गए क्लॉसियस असमानता को हमने अभी प्राप्त किया हैं QT 0 इसका मतलब है की 1a2QT 2b1QT 0 अब यदि हम एक और चक्र पर विचार करते हैं जो काफी हद तक समान है तो हमारे पास एक समान दो बिंदु 1 और 2 हैं और एक सामान प्रक्रिया a ' है अर्थात 1 से 2 तक हम उसी प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं हालाँकि वापसी के दौरान हम एक अलग रास्ता कुछ इस तरह ले रहे हैं की जो c' बिंदु से होकर वापस आ रहा है और ये एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है तो पहले मामले में हमारे पास प्रतिवर्ती चक्र था जिसमें 'a' और 'b' शामिल थे दूसरे मामले में हमारे पास प्रतिवर्ती चक्र था जिसमें 'a' और 'c' शामिल थे तो इस मामले में भी हम क्लॉसियस असमानता का उपयोग कर सकते हैं और तदनुसार हम लिख सकते हैं की 1a2QT 2b1QT 0 इसलिए यदि हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों के लिए 21Q Tएक सामान है और इस तरह हम किसी भी प्रक्रिया को 2 से 1 तक वापस ले जाने के लिए चुन सकते हैं और जब तक कि यह प्रतिवर्ती न हो तो इस 21Q Tका परिमाण एक सामान ही रहता है इसलिए यह क्या दर्शाता है यह निश्चित रूप से इंगित करता है कि इस मात्रा का परिवर्तन या परिमाण उस प्रक्रिया पथ से स्वतंत्र है जिसका अनुसरण किया गया है मतलब की 2 से 1 के बीच हम चाहे कोई भी प्रोसेस पाथ का अनुसरण क्यू न करे लेकिन जब तक यह प्रक्रिया प्रतिवर्ती प्रक्रिया है तबतक यह मात्रा समान रहती है और इसलिए इसमें कुछ गुण होनी चाहिए इसके अलावा इस मात्रा का साइक्लिक इंटीग्रल 0 होने के लिए इसका का मतलब यह है कि वह एक गुण है और उस गुण को एन्ट्रॉपी कहा जाता है जिसे आमतौर पर प्रतीक S के द्वारा निरूपित किया जाता है इसलिए यह गुण परिवर्तन को S1 S2 के रूप में निरूपित करना होगा इसलिए dS गुण में कोई भी परिवर्तन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है dS QT rev जो एक प्रतिवर्ती पथ का अनुसरण करता है जब तक आप एक प्रतिवर्ती पथ का अनुसरण कर रहे हैं तबतक बस यही QTकी मात्रा आपको गुण में देगी हालाँकि आपको एक बात ध्यान रखनी है की यहाँ हम एक अवस्था बिंदु से दूसरे अवस्था बिंदु पर जा रहे हैं जो कि बिंदु 1 से 2 या बिंदु 2 से 1तक है इसलिए भले ही आप एक प्रतिवर्ती पथ या अपरिवर्तनीय पथ का अनुसरण कर रहे हों इसमें एन्ट्रोपी का परिवर्तन हमेशा एक ही रहेगा क्योंकि आप एक गुण के बारे में बात कर रहे हैं हालांकि एन्ट्रापी में उस परिवर्तन का परिमाण उस गुण के परिमाण की गणना गर्मी हस्तांतरण मूल्य का उपयोग करके ही की जा सकती है यदि आप एक प्रतिवर्ती पथ का अनुसरण कर रहे हैं तो इस उदाहरण को लें जहाँ हमने बिंदु 1 और 2 के बीच दो प्रक्रियाएँ दी हैं अब 1 से 2 के दौरान एन्ट्रापी में परिवर्तन बिंदु 3 से बिंदु 7 तक होता है इसलिए ΔS एन्ट्रापी में परिवर्तन को दर्शाता है ΔS 𝑆2 − 𝑆1 04 kJK अब यदि हम एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया का पालन करते हैं तो उस स्थिति में भी एन्ट्रापी में परिवर्तन वही रहेगा क्योंकि फिर से आप उसी प्रारंभिक अवस्था से वापस उसी अंतिम अवस्था में जा रहे हैं तो वहा एन्ट्रापी में जो परिवर्तन है वह 04 kJK ही रहेगा हालाँकि पहले मामले में जैसा कि हम एक प्रतिवर्ती पथ का अनुसरण कर रहे हैं इसलिए इस मामले में एन्ट्रापी में परिवर्तन निम्नानुसार होगा 𝑑𝑆 𝛿𝑄T हालाँकि इस मामले में 𝑑𝑆 𝛿𝑄T इसलिए यदि हम एक प्रतिवर्ती पथ का अनुसरण कर रहे हैं और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि TS आरेख पर दो अक्षों के रूप में तापमान और एन्ट्रापी का उपयोग कर रहे हैं तो इस विशेष वक्र के नीचे का क्षेत्र जो इस छायांकित भाग है जो आपको गर्मी हस्तांतरण की मात्रा प्रदान करेगा यह हालाँकि यह अपरिवर्तनीय पथ के लिए सही नहीं है तो एन्ट्रापी को उस गुण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो इस विशेष संबंध को संतुष्ट करती है जो प्रतिवर्ती पथ का अनुसरण करते हुए इस QT का परिमाण है अब हम एक और चक्र पर विचार करते हैं जो वास्तव में एक अपरिवर्तनीय चक्र है इसमें एक अपरिवर्तनीय और एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया शामिल है तो प्रक्रिया 1 से 2 अपरिवर्तनीय है वास्तव में यह प्रतिवर्ती भी हो सकती है लेकिन प्रक्रिया 2 से 1 आंतरिक रूप से प्रतिवर्ती है अब हम इस पर क्लॉसियस असमानता लागू कर रहे हैं QT 0 यदि 1 से 2 प्रतिवर्ती है तो समानता लागु होंगी अन्यथा यह शून्य से कम होगा इसलिए यदि हम इसे लिखते हैं तो इसे हम इस प्रकार अलग करके लिख सकते है 12QT21QTrev0 12QTirr0 12QTirr या अगर हम औपचारिक रूप से लिखते हैं तो 12QT जब तक हम एक प्रतिवर्ती पथ का अनुसरण कर रहे हैं तब तक समानता कायम रहेगी और एन्ट्रापी में परिवर्तन सीधे इस QT' मात्रा से संबंधित हो सकता है हालाँकि यदि हम एक अपरिवर्तनीय पथ का अनुसरण कर रहे हैं तो केवल dQT ही पर्याप्त नहीं है हमें कुछ महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता है यदि हम इसे लिखते हैं तो यह डिफरेंसियल रूप में निम्नानुसार है dSQT इसलिए अनौपचारिक रूप से अगर हम इस असमानता के संकेत से बचना चाहते हैं तो हम इसे निम्नानुसार लिख सकते हैं dSQTSgen जो एन्ट्रापी जनरेशन से संबंधित है इसलिए अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के दौरान हम देख सकते हैं कि एन्ट्रापी परिवर्तन इस शब्द से पूरी तरह से संबंधित नहीं हो सकता है लेकिन एन्ट्रापी जनरेशन से आने वाले कुछ अतिरिक्त योगदान होंगे जो वास्तव में सिस्टम के अंदर मौजूद सभी अपरिवर्तनीयताओं का परिणाम है एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया के लिए हमें इस विशेष भाग यानी Sgenके बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है हालांकि जब हम एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं तो यह एन्ट्रापी जनरेशन हमेशा रहेगी और यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे एंट्रोपी सिद्धांत में वृद्धि के रूप में जाना जाता है इसलिए यहां तक कि अगर हम एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई एन्ट्रापी जनरेशन नहीं है हालांकि एन्ट्रापी जनरेशन हमेशा एक सकारात्मक शब्द है एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया के सीमित मामले में यह 0 हो सकता है और इसलिए किसी भी वास्तविक प्रक्रिया के दौरान सिस्टम की एन्ट्रापी या सिस्टम और सराउंडिंग के संयोजन की एन्ट्रोपी हमेशा बढती रहेंगी एक उदाहरण लेते हैं तो यह हमारी प्रणाली है बाहर हमारे पास सराउंडिंग है और इस दौरान Q मात्रा में गर्मी प्रणाली से सराउंडिंग तक जाती है इसलिए यदि मान लें कि T1 सिस्टम का तापमान है तो T2 सराउंडिंग का तापमान है फिर सिस्टम के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन कितना होगा यह निचे के बराबर होगा dSsysQT1Sgensys और सराउंडिंग के लिए एन्ट्रापी परिवर्तन निम्नानुसार होगा dSsurr QT2Sgensurr यहां Q सिस्टम के लिए घनात्मक है क्योंकि यह गर्मी प्राप्त कर रहा है लेकिन यह सराउंडिंग के लिए ऋणात्मक है अब यदि T1T2 या T1T2 का सीमित मामला है तो शुद्ध एन्ट्रापी जनरेशन कितनी है यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो Sgen शुद्ध एन्ट्रापी जनरेशन या नेट एन्ट्रापी एक्सचेंज यह होता है dSnetQ 1T1 1T2SgensysSgensurr अब चूंकि गर्मी को सिस्टम के सराउंडिंग से स्थानांतरित किया जा रहा है T2 को T1 से अधिक होना चाहिए जिससे यह मात्रा घनात्मक हो सीमित मामले में जब T1 और T2 समान होते हैं तो हम एक आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं तब पहली मात्रा 0 हो जाती है हालांकि यह पूरी मात्रा हमेशा घनात्मक होती है और इसलिए एन्ट्रापी में यह शुद्ध परिवर्तन 0 से अधिक है जिसे हम एन्ट्रापी सिद्धांत में वृद्धि कहते हैं अर्थात सिस्टम और सराउंडिंग के संयोजन या ब्रह्माण्ड की एंट्रोपी को जिसे हम औपचारिक ऊष्मप्रवैगिकी शब्द में कहते हैं और यह हमेशा बढ़ता रहता है हालांकि सिस्टम के लिए एन्ट्रापी हमेशा कम हो सकती है लेकिन हम यहां केवल सिस्टम के बारे में ही नहीं सराउंडिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं हम सिस्टम और सराउंडिंग के संयोजन के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम एक ब्रह्मांड के रूप में संदर्भित करते हैं तो इस एन्ट्रापी जनरेशन के कारण ब्रह्मांड की एन्ट्रापी हमेशा बढ़ती रहती है इसलिए इसके साथ हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं 1 सबसे पहले वास्तविक प्रक्रियाएं केवल एक निश्चित दिशा में ही हो सकती हैं जो एक घनात्मक एन्ट्रापी जनरेशन या सीमित मामले में एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया के लिए शून्य एन्ट्रापी जनरेशन को देती है ऋणात्मक एन्ट्रापी जनरेशन कभी भी संभव नहीं होती है और इसलिए कोई भी काल्पनिक थर्मोडायनामिक प्रक्रिया अगर यह ऋणात्मक एन्ट्रापी जनरेशन को इंगित करती है जो असंभव है 2 दूसरी बात इन असमानताओं की उपस्थिति और यहाँ इस असमानता की उपस्थिति के कारण एन्ट्रापी एक गैर संरक्षित गुण है तो एन्ट्रापी एक गैर संरक्षित गुण है इसलिए एन्ट्रापी के संरक्षण जैसा कुछ नहीं है हम द्रव्यमान संवेग ऊर्जा के संरक्षण की बात करते हैं लेकिन एन्ट्रापी के संरक्षण की नहीं हम केवल एक एन्ट्रॉपी बैलेंस समीकरण लिख सकते हैं जहाँ हम इस एन्ट्रोपी जेनरेशन शब्द को शामिल करते हैं लेकिन एन्ट्रापी का संरक्षण कभी संभव नहीं है 3 और तीसरा अपरिवर्तनीयताओं की उपस्थिति इंजीनियरिंग प्रणालियों के प्रदर्शन को कम करती है और यह एन्ट्रापी जनरेशन हमें इस तरह की अपरिवर्तनीयताओं को मापने के लिए एक विचार देती है इस तीसरे बिंदु के बारे में और अधिक मतलब है कि एन्ट्रोपी जनरेशन की अवधारणा का उपयोग करके अपरिवर्तनों की गणना कैसे करें उसके बारेमे हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे जहां हम एक्ससरजी के बारे में बात करते हैं हमें जल्दी से एक गणना करते हैं यहाँ मैं आपको दो स्थितियों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं ऐसी स्थिति में a सोर्स का तापमान 800K पर होता है और सिंक का तापमान 500K पर है और इसके बीचमे 2000kJ की हीट एक्सचेंज होती है फिर केस a 'में एन्ट्रापी हस्तांतरण कितना है इसलिए केस a में हिट ट्रांसफर से जुड़ी एन्ट्रापी ट्रांसफर निम्नानुसार होगी Sa QTsourceQTsink तो यदि आप सामान्य δQलेते हैं जो निम्नानुसार है 2000 18001500 kJK इसलिए मैंने संख्याओं की गणना नहीं की है लेकिन यदि आप 0 शुन्य की उपेक्षा करते हैं तो आप इसे सरल बनाने का प्रयास कर सकते हैं तो मेरे पास 20 है मुझे इकाई को अंत में रखना चाहिए जो कि केल्विन प्रति किलो जूल है इसलिए यह 20 181520 x 3403215 kJK अब केस b के मामले में Sb 2000 18001750 kJK इसलिए अगर मैं इसे कॉमन लेके इस तरह से लिखता हूं तो यह निम्नानुसार है 20 1751 8 इसलिए आप कृपया इसकी गणना करें क्योंकि मेरे पास अब कैलकुलेटर नहीं है लेकिन आप इस एक की गणना करें और निश्चित रूप से हम कहते हैं कि इस स्थिति में मूल्य पिछले मामले की तुलना में कम होगा जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं Sb Sa तो निश्चित रूप से दूसरी स्थिति अधिक अपरिवर्तनीय है क्योंकि यहाँ शामिल तापमान अंतर 300 K का है जबकि यहाँ केवल 50 K है और इतना कम तापमान अंतर है इसलिए बाहरी अपरिवर्तनीयता का स्तर बहुत कम है पहले मामले में हम 300 K तापमान के अंतर पर गर्मी हस्तांतरण कर रहे हैं दूसरे मामले में केवल 50 K है इसलिए गर्मी की इस मात्रा के शेष रहने के बावजूद हम दूसरे मामले में कम अपरिवर्तनीयता का सामना कर रहे हैं इसलिए जल्दी ही हमे ये देखना होंगे की क्या आपका गुण सम्बन्ध एन्ट्रोपी को शामिल करता है की नहीं जिसे हम अगले सप्ताह के व्याख्यान में उपयोग करना चाहते हैं इसलिए यहां हम एक बंद प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसे स्थिर मानते हैं फिर हम एक सरल संपीड़ित प्रणाली पर विचार करते हैं ताकि गुरुत्वाकर्षण चुंबकत्व बिजली आदि जैसे कोई अतिरिक्त प्रभाव न हो और हम आंतरिक रूप से प्रतिवर्ती प्रक्रिया पर भी विचार करें इसलिए अब यदि आप इसके लिए ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम लिखते हैं तो हम dU लिख सकते हैं क्योंकि यह एक स्थिर प्रणाली है तो dU के रूप में निम्नानुसार लिखा जा सकता है dU δQ − δW अब एन्ट्रापी की परिभाषा से जैसा कि हम एक आंतरिक रूप से प्रतिवर्ती प्रक्रिया के साथ काम कर रहे हैं इसलिए Q को TdS के रूप में लिखा जा सकता है और जैसा कि हम सरल संपीड़ित पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए W को PdV के रूप में लिखा जा सकता है जिसे हम निम्नानुसार लिख सकते हैं TdS dU PdV या द्रव्यमान से सब कुछ विभाजित करके हम लिख सकते हैं की Tds du Pdv इसे पहला TdS समीकरण या गिब्स समीकरण कहा जाता है फिर हम जानते हैं कि h u Pv और dh du Pdv vdP इसलिए यदि हम पिछले TdS समीकरण में उसका उपयोग करते हैं तो हम लिख सकते हैं की TdS du Pdv यहाँ du Pdv को dh vdP से बदल दिया जाता है इसलिए समीकरण बन जाता है TdS dh - vdP तो यह दूसरा TdS समीकरण या दूसरा गिब्स समीकरण है ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण समीकरण हैं और उन शर्तों को याद रखें जिनके लिए आपने यह किया है हमने बंद स्थिर प्रणाली को माना है जो एक सरल संकुचित और आंतरिक रूप से प्रतिवर्ती प्रणाली है उस मामले में हम इस तरह से एन्ट्रापी के साथ गुणों आंतरिक ऊर्जा या एन्थालपी से संबंधित हो सकते हैं जिससे एंट्रोपी को मापने के एक तरीके के रूप में प्रदान किया जाता है क्योंकि जैसे कि हम पहला समीकरण लेते हैं हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं की 𝑑𝑠 𝑑𝑢T𝑃T 𝑑𝑣 और दूसरे से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 𝑑𝑠 𝑑𝑢TvT 𝑑P इसलिए यदि हम उन पदार्थों के बीच PVT संबंध जानते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और किसी भी तरह से अगर हम u या h को किसी तापमान से संबंधित कर सकते हैं तो हम एन्ट्रापी में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं आइए हम एक आदर्श गैस का उदाहरण लें तो यह वह समीकरण है जो हमने अभी लिखा है तो आदर्श गैस के लिए आप क्या जानते हैं हम जानते है की Pv RT और आदर्श गैस के लिए भी हम लिख सकते हैं की du CvdT और dh C dT आप पहले से ही इस संबंध का उपयोग कर सकते हैं लेकिन अगले सप्ताह जब हम थर्मोडायनामिक गुण संबंधों के बारे में बात करते हैं तो यह फिर से विकसित हो जाएगा फिलहाल आप इसे केवल सीधा ही लें इसलिए यदि आप इसे पहले समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास है 𝑑𝑠 𝐶𝑣 𝑑𝑇T 𝑃T यहाँ 'PT' को 'Rv' से बदला जा सकता है इसलिए 'Rdvv' 𝑑𝑠 𝐶𝑣 𝑑𝑇T Rdvv इसका मतलब है की S2 S1 12 Cv𝑑𝑇T R 𝑑PP इसी तरह दूसरे समीकरण से हम लिख सकते हैं dSCp𝑑𝑇T R 𝑑PP यहाँ 'vT को 'dpP से बदल दिया गया जो हमें दूसरा समीकरण देता है जो इस प्रकार है S2 S1 12 Cp 𝑑𝑇T R 12 𝑑PP तो यह हमारा समीकरण नंबर 1 है यह समीकरण नंबर 2 है और यह आपके लिए आपके पास किस तरह की जानकारी है इसपर निर्भर करता है अगर आप दबाव में परिवर्तन और Cp के बारे में जानकारी जानते हैं तो हम दूसरे समीकरण का उपयोग करते हैं यदि हमें आयतन में बदलाव और Cv के बारे में जानते है तो हम पहले वाले समीकरण का उपयोग करते हैं आमतौर पर दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं क्योंकि Cp और Cv आम तौर पर तापमान के कार्य होते हैं तो यहाँ दो दृष्टिकोण हैं पहले को अनुमानित दृष्टिकोण कहा जाता है अनुमानित दृष्टिकोण में हम Cp और Cv के औसत मूल्य पर विचार करते हैं और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं इसलिए यदि हम दूसरे समीकरण को लेते हैं तो हम अनुमानित दृष्टिकोण के अनुसार होंगे S2 S1 Cpavg ln𝑇1T2 R lnP2P1 इस विशेष समीकरण के बाद दूसरा दृष्टिकोण सटीक दृष्टिकोण है जहां हम एकीकरण का प्रदर्शन करते समय Cp की तापमान निर्भरता पर विचार करते हैं और उस स्थिति में हम इसका प्रतिनिधित्व करते हैं S2 S1 S02 S01 R ln P2P1 जहां किसी विशेष तापमान पर इस S0 को इस प्रकार परिभाषित किया गया है S0 0 T Cp dTT इसलिए एक बार जब आप Cp को T के फ़ंक्शन के रूप में जानते हैं तो शायद एक बहुपद समीकरण हो सकता है और या तो कुछ अन्य रूप में आप इस एकीकरण को कर सकते हैं और S01 और S02 का मान प्राप्त करने के लिए 0 से T तक एकीकृत कर सकते हैं शुक्र है की इस S0 के मानक मान किसी भी मानक पाठ्यपुस्तकों में अलग अलग तापमान स्तरों के लिए उपलब्ध हैं आप अपनी पाठ्यपुस्तकों के परिशिष्ट सेंगेल और बोल्स की पुस्तक या सोनांटाग की पुस्तक का उल्लेख कर सकते हैं जिसमे आपके पास इस S0 की तालिका होगी इसलिए दिन भर के लिए हम एक ऐसे मामले की जाँच करेंगे जहाँ हम सटीक और अनुमानित दृष्टिकोण के बाद इस एन्ट्रापी गणना का उपयोग करते हैं तो हमारी स्थिति यह है की हवा प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक संकुचित है तो हमें P1 100 kPa T1 290 K के साथ दिया जाता है यह 600 kPa के अंतिम दबाव P2 और 330 K के T2 के लिए संपीड़ित होता है वास्तव में यह एक काफी छोटा तापमान रेंज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें आदर्श गैस के रूप में हवा के एन्ट्रापी परिवर्तन की गणना करनी होगी इसलिए यदि आप अनुमानित दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं तो कहो के केस मे हमें Cp का औसत मूल्य चुनना होगा आइए हम हवा के लिए Cp का औसत लेते हैं Cp1006 kJkgK है उस स्तिथि में S2 S1 Cpavg ln𝑇1T2 R lnP2P1 आप यहां संख्या डाल सकते हैं और उस मूल्य के अनुसार जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं वह 03842 kJkgK आप देख सकते हैं यहां यह ऋणात्मक है जो सिस्टम की एन्ट्रापी को कम कर रहा है अब यदि हम सटीक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं तो केस b हमें S0 के मान की आवश्यकता है तो S1 0 का मतलब है कि ये S0 है जो कि 290 K के अनुरूप है मुझे इसे बेहतर तरीके से लिखने दें इसलिए S10 S0 166802 𝑘𝐽𝑘𝑔𝐾 S20 S0 179783 𝑘𝐽𝑘𝑔𝐾 मैंने उस तालिका से क़ीमत ली है मैं आपको बाद में तालिका प्रदान करूंगा तो उस 290 K के अरुरुप S0 का मूल्य 166802 kJkgK है और 330 K के अरुरुप S0 का मूल्य 179783 kJkgK है इसलिए यदि आप इन दोनों को ध्यान में रखते हैं तो S2 S1 S02 S01 R ln P2P1 −03884 तो इस विशेष मामले में आप देख सकते हैं कि डेरिवेशन अत्यंत छोटा है क्योंकि वास्तव में हम केवल 40 K तापमान अंतर के बारे में बात कर रहे हैं हालांकि आप अंतिम तापमान T2 को मान कर एक ही समस्या को हल करने की कोशिश कर सकते हैं और उस T2 को आप 600K कह सकते है इसी समस्या को हल करने का प्रयास करें और आप पाएंगे कि अनुमानित दृष्टिकोण और सटीक दृष्टिकोण व्यापक रूप से अलग अलग परिणाम दे रहे हैं और वह बताता है की हमें किस दृष्टिकोण को कब लागू करना है जबकि आप तापमान में काफी कम बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं तब हम आम तौर पर विशिष्ट गर्मी के औसत मूल्य को मानते हुए अनुमानित दृष्टिकोण के लिए जाते हैं हालांकि कई प्रकार की गैस टरबाइन या आईसी इंजन अनुप्रयोगों की तरह तापमान भिन्नता बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है फिर हमें विशिष्ट गर्मी की सटीक भिन्नता पर विचार करना होगा और इसलिए हमें सटीक दृष्टिकोण के लिए जाना होगा लेकिन जब तक शामिल तापमान अंतर 100 K से कम कुछ तक सीमित है तब आप अनुमानित दृष्टिकोण के लिए आसानी से जा सकते हैं तो यह हमें आज के उस व्याख्यान के अंत में ले जाता है जहां हमने प्रतिवर्ती प्रक्रिया और अपरिवर्तनीयताओं के बारे में बात की है फिर प्रतिवर्ती चक्र के उदाहरण के रूप में कार्नोट चक्र के साथ प्रतिवर्ती चक्र फिर हमने क्लॉसियस असमानता को लिया जो औपचारिक रूप से दी गई है QT0 किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए समानता एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया के सीमित मामले के लिए लागु होती है फिर हमने एन्ट्रापी और एन्ट्रापी जनरेशन की अवधारणा पेश की इसलिए हमने देखा है कि किसी भी प्रक्रिया के दौरान एन्ट्रापी में परिवर्तन को इस प्रकार लिखा जा सकता है 𝑑𝑆 𝛿𝑄T Sgen एक प्रतिवर्ती स्थिति के लिए एन्ट्रापी जरनरेशन नहीं होता है तो एन्ट्रापी में परिवर्तन सीधे QT से संबंधित हो सकता है और अंत में हमने TdS संबंधों के बारे में बात की TdSसंबंधों का उपयोग करके एन्ट्रापी की गणना कैसे करें और आदर्श गैसों के विशिष्ट मामले पर भी चर्चा की तो बस इतना यह दिन के लिए है इस सप्ताह के अंतिम व्याख्यान में मैं एक्सेरजी और उपलब्ध कार्य की अवधारणा के बारे में बात करूंगा जहां हम एन्ट्रापी गणना की इस अवधारणा का उपयोग कर रहे हैं और शायद TDS संबंध और अपरिवर्तनीय गणना का भी उपयोग ओपन सिस्टम और क्लोस्ड सिस्टम में दूसरे नियम के द्वारा विश्लेषण प्राप्त करने के लिए करेंगे तब तक आप इस व्याख्यान को संशोधित करते हैं और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया मुझे वापस लिखें